नमस्कार मेरा नाम जयंत चटर्जी है मैं IIT कानपुर की ओर से प्रबंध सेवाओं और समसामयिक मुद्दों पर आपके साथ बातचीत कर रहा हूं यह हमारी बातचीत का चौथा सप्ताह है यह चौथे सप्ताह का पहला सत्र है आप याद करते हैं पिछले कुछ सत्रों में हम मूल्य सृजन प्रक्रिया में ग्राहक के साथ साथ सह निर्माण के माध्यम से नई सेवा मूल्य निर्माण के बारे में चर्चा कर रहे थे इसलिए हम नई सेवा निर्माण को देख रहे थे जैसे कि यदि आपको याद है कि हमने उस लंबवत शहरी बागवानी सेवा या कूड़े से गहने सेवा स्तर में वृद्धि के रूप में सृजन चीर बीनने वालों के लिए आय स्तर में वृद्धि के बारे में बात की थी इस और अगले सत्र में हम प्रक्रिया और संचालन के संदर्भ में नई सेवा निर्माण पर अधिक ध्यान देंगे इसलिए पहले हम वैचारिक स्तर रणनीतिक स्तर पर चर्चा कर रहे थे अब हम परिचालन स्तर पर नई सेवा निर्माण पर चर्चा करेंगे बेशक कर्मियों की तैनाती रोजगार के आकार सुविधा स्थान सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे जैसे कई गहरे परिचालन मुद्दों के रूप में नई सेवा का निर्माण लेकिन इस सत्र में हम प्रवाह और एक प्रक्रिया ब्लू प्रिंट और अध्ययन से नई सेवा के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगे मौजूदा नीले प्रिंट इसलिए हम पहले ही देख चुके हैं कि सेवा प्रणालियों में उपकरण प्रौद्योगिकी मानव संसाधन सुविधाओं में तैनात उत्पाद सेवा से संबंधित कुछ आविष्कार होंगे और यह इन ब्लॉकों और इन ब्लॉकों के बीच बातचीत के माध्यम से इनमें से प्रत्येक के साथ बातचीत के माध्यम से चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से लिंक होगा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो नोटिस करना है जो पिछले सत्र से निरंतरता के रूप में आ रहा है ग्राहक अब न केवल प्राप्त अंत में है ग्राहक निर्माण के अंत में भी है इसलिए ग्राहक भी इनपुट कर रहे हैं जैसे कि डिजाइनर इनपुट कर रहे हैं आपूर्तिकर्ता इनपुट कर रहे हैं R D लोग इनपुट कर रहे हैं ग्राहक इस तरफ भाग ले रहे हैं रचनात्मक पक्ष और फिर इन ब्लॉकों की बातचीत के माध्यम से विभिन्न चरणों के माध्यम से ग्राहक अंत उत्पाद प्राप्त कर रहा है इसलिए इस आरेख को पूरा करने के लिए यह समग्र सेवा वितरण प्रक्रिया है जो ग्राहक से शुरू होती है और ग्राहक के साथ समाप्त होती है हमने पहले भी चर्चा की है कि आम तौर पर जब हम इस सेवा ब्लू प्रिंट को देखते हैं तो हम इसे दो चरणों में विभाजित करते हैं फ्रंट साइड को फ्रंट स्टेज कहा जाता है यह घर का पिछला हिस्सा है तो ग्राहक आता है ग्राहकों की प्रविष्टि किसी प्रकार की देरी है इसलिए यह रिसेप्शन हो सकता है यह टेबल बुकिंग प्रणाली हो सकती है यह टिकट बुकिंग प्रणाली हो सकती है जो भी हो और फिर ग्राहक इन चरणों से गुजरता है और ग्राहक बाहर निकलता है यह सेवा के माध्यम से प्रक्रिया प्रवाह को देखने का पारंपरिक तरीका है इस सरल आरेख को विस्तृत किया जा सकता है जिसे आपने पहले इस आरेख को देखा है जो एक रेस्तरां का सेवा ब्लू प्रिंट है इसलिए हमारे पास दृश्यता की यह रेखा है हमारे पास ग्राहकों के प्रवेश से लेकर विभिन्न स्थानों तक यह पूरी प्रक्रिया है जहां ऑर्डर करना भोजन की खपत और प्राप्त करना और फिर ग्राहक बाहर निकल जाते हैं और यह बीच में और पीछे के चरण में बहुत सारे सर्विस ब्लॉक द्वारा समर्थित है किचन अकाउंटिंग कंप्यूटर सिस्टम एयर कंडीशन सिस्टम जो पीछे के छोर पर आवश्यक होगा जो सामने वाले को अच्छा अनुभव दे सके अंत और यह पूरी तरह से एक साथ काम करने के लिए जैसा कि पहले जब हमने सर्विस सिस्टम या उत्पाद सेवा इंटीग्रल सिस्टम के बारे में चर्चा की तो हमने इस ब्लू प्रिंट को देखा लेकिन आज मैं आपको जिस पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं वह आपको इस तरह के कुछ टेम्पलेट प्रदान करना है तो आप इस सप्ताह के असाइनमेंट के लिए इन दो सत्रों के लिए असाइनमेंट के रूप में अध्ययन करने वाली सेवाओं के लिए सरल नीले प्रिंट विकसित कर सकते हैं इसलिए मैं आपको एक और अधिक विस्तृत टेम्पलेट प्रदान करता हूं जो कि अधिक उपयुक्त ब्लू प्रिंट विकसित करने के लिए उपयुक्त है और आप उपयोग कर सकते हैं आप इस टेम्पलेट का प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे अपने असाइनमेंट के लिए फ़ोरम पर अपलोड करने के लिए उपयोग कर सकते हैं इस पाठ्यक्रम को अतिशयोक्तिपूर्ण बनाने के लिए आप सभी से व्यापक सहभागिता महत्वपूर्ण होगी बस मेरी आपसे बात करना और आपके सुनने और नोट्स लेना या व्याख्यान डाउनलोड करना और फिर से देखना बिल्कुल संतोषजनक नहीं होगा हम तब पुराने प्रतिमान में होंगे जहां मैं एक मंच पर ऋषि की तरह व्यवहार कर रहा हूं मैं आपको सेवा प्रबंधन के ज्ञान में सह योगदानकर्ता बनने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं ताकि आपके आग्रह आपके अनुभव आपकी टिप्पणियां एक दूसरे को समृद्ध कर सकें और मैं आप सभी से सीख सकूं इसलिए मैं आप सभी को हमारे मंच को जीवंत बनाना चाहूंगा मैं पहले से ही आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने कुछ उत्कृष्ट सामग्री योगदान दिया उनमें से कुछ मैं अपने भविष्य के व्याख्यानों में दिखाऊंगा जो एक प्रकार का उच्च गुणवत्ता का इनपुट है जो आपने प्रदान किया है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप में से कई लोग आगे आएं और यही कारण है कि मैं इन टेम्पलेट्स को प्रदान कर रहा हूं तो यह कि आपके लिए कल्पना करना आसान हो जाता है संदर्भ समय ० 8५३ और इस तरह के और अधिक मूल और अधिक विस्तृत ब्लू प्रिंट विकसित करें अब ब्लू प्रिंट प्रक्रिया केवल स्पष्ट वितरण और स्पष्ट समर्थन या जिसे हम बढ़ाने और पूरक सेवाओं को कहते हैं पर केंद्रित है तो मुख्य सेवा भोजन और पेय की आपूर्ति है फूल के सेवा मॉडल की हमने चर्चा की थी इसलिए मूल खाद्य और पेय सेवा है और इसके आसपास या इन सभी में चाहे वह मेनू हो चाहे बिल हो चाहे सुझावों के बारे में स्टीवर्ड के साथ बातचीत हो उन सभी को बढ़ाने और बढ़ाने वाली सेवाएं और पूरक सुविधा सेवाएं हैं लेकिन हमें थोड़ा पिछड़ना शुरू करना होगा इसलिए हम वास्तव में इन दो ब्लॉकों को पहले से देख रहे हैं मेरे पॉइंटर को चिह्नित करें कुछ हद तक हमने पिछले हफ्ते नई सेवा अवधारणा पीढ़ी में सेवा अवधारणा पीढ़ी और ग्राहक की भूमिका के बारे में चर्चा की है लेकिन सेवा की रणनीति और सेवा अवधारणा सहसंबंध कुछ है हमें यहां संक्षेप में समीक्षा करें इसलिए सेवा अवधारणा उन सटीक मानदंडों पर केंद्रित है जो ग्राहक को बाद में संतुष्ट करेंगे जब हम ग्राहक संतुष्टि मॉडल को देखते हैं तो हम सेवा अवधारणाओं के प्रमुख घटकों को देखेंगे सेवा सामग्री के द्वारा जो हम सामान्य रूप से मतलब रखते हैं वह विभिन्न सेवा ब्लॉकों का मेनू है जो पेश किए जा रहे हैं और सेवा शैली है कि इसे कैसे वितरित किया जाएगा वैसे भी ये सभी शब्दावली हैं जिन्हें आप आसानी से खोज सकते हैं और बहुत अधिक डेटा प्राप्त कर सकते हैं इसलिए सेवा अवधारणा इन चार भागों के संचालन के अनुभव के परिणाम को दिए गए मूल्य पर समानित करती है सेवा सामग्री ऐसे चरण होंगे जो प्रक्रिया में ग्राहक बिंदुओं की सेवा करने के लिए अनुसरण किए जाते हैं जहां सेवा प्रदाता नियोजन के लिए निर्णय ले सकता है तो ये स्पर्श बिंदु हैं जिसे हमने पहले संदर्भित किया है जो कि सेवा कर्मचारियों के लिए विवेकाधीन बिंदु निर्णय लेने के बिंदु भी हैं इसलिए आपका सिस्टम अपने कर्मचारियों को उन स्पर्श बिंदुओं पर विवेकाधीन शक्ति प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए है और कभी कभी ये भी होते हैं यह बिंदु बिंदु के समान होते हैं जहां ग्राहक को इंतजार करना पड़ सकता है अब यह है कि आप एक मौजूदा सेवा को कैसे समझते हैं और यह कैसे संरचित है और यह घटक का हिस्सा है अब नई सेवाओं की उत्पत्ति हो सकती है जिसे सेवा उद्योग के मामले में Ansoff मैट्रिक्स को अपनाकर अच्छी तरह समझाया जा सकता है इगोर अंसॉफ ने इसे बहुत सरल लेकिन बहुत उपयोगी 2 बाय 2 मैट्रिक्स प्रदान किया था और हम इसे तथाकथित ईएस एनएस और ईसी एनसी कहते हैं यह सेवा उद्योग Ansoff इगोर Ansoff मूल मैट्रिक्स और मौजूदा सेवा नई सेवा के लिए अपनाया गया है मौजूदा ग्राहक नया ग्राहक इसलिए सभी व्यवसाय किसी भी समय यहां मौजूद हैं मौजूदा सेवा मौजूदा ग्राहकों के लिए पेश की जा रही है तो इन तीन प्रक्षेपवक्रों में नई सेवाओं का निर्माण किया जा सकता है या तो यह मौजूदा सेवा की पेशकश की जा सकती है जो नए ग्राहक को मौजूदा ग्राहक सेवा की पेशकश कर सकती है तो मौजूदा ग्राहक के लिए नई सेवा और नए ग्राहक के लिए मौजूदा सेवा नए ग्राहक के लिए मौजूदा सेवा का मतलब है कि एक कंपनी का संचालन रूस में या यूरोप में एक मोबाइल फोन ऑपरेटर करता है और वे भारत आते हैं यह एक ही मोबाइल फोन सेवा है वे अपनी सारी क्षमता लाते हैंI वे जानते हैं कि कैसे उनका बुनियादी ढांचा उन सभी सेवा ब्लॉकों को प्रौद्योगिकी प्रदान करता है जिन्हें आप ब्लू प्रिंट पर कैप्चर कर सकते हैं हम चर्चा कर रहे थे और भारत में नए ग्राहकों के लिए इसे तैनात कर रहे थे या आप भारत में मौजूदा ग्राहक के लिए एक नई सेवा ला सकते हैं तो भारत में पहले से ही एक मोबाइल फोन कंपनी है और वे अब 5 जी नेटवर्क पर लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग ला सकते हैं जहां आप अपने हैंडल डिवाइस पर एक पूरी फिल्म देख सकते हैं और वास्तविक समय अच्छी गति अच्छी स्पष्टता और बहुत ही उचित मूल्य पर मौजूदा ग्राहक के लिए यह एक नई सेवा है आम तौर पर जब हम नई सेवा के बारे में बात करते हैं तो यह या तो मौजूदा ग्राहकों के लिए नया हो सकता है इसलिए यह एक तकनीकी या प्रक्रिया में वृद्धि की पेशकश की तरह अधिक है या यह सेवा वार बहुत भिन्न नहीं हो सकता है यहां नई प्रौद्योगिकी विकास की बहुत अधिक नहीं है लेकिन यह सेवा बाजार विकास गतिविधि है बेशक बहुत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है नए ग्राहकों के लिए यह नई सेवा है नए ग्राहकों के लिए नई सेवा या यहां तक कि मौजूदा ग्राहक के लिए नई सेवा मानवीय जरूरतों को महसूस करने वाली संवेदनाओं से उत्तेजित हो सकती है जो आज पूरी तरह से पूरी नहीं हुई हैं इसलिए इस आवश्यकता पर आधारित अवसर को महसूस करना नई सेवा के विकास का एक प्रारंभिक बिंदु है कभी कभी नई सेवाएं इन विकासों से बच जाती हैं जो आबादी की सामाजिक जरूरतों और जीवित रहने के लिए सामाजिक जरूरतों से प्रेरित होती हैं जो पर्याप्त रूप से कवर नहीं होती हैं इसलिए नया सेवा विकास चक्र कुछ इस तरह दिखाई देगा कि हम अगले सत्र में इसके बारे में अधिक विस्तार से जान पाएंगे लेकिन अब आप इस पूरी तस्वीर को एक समग्र प्रणाली के दृष्टिकोण के रूप में देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि यह शुरू हो जाएगा कि हमारी चर्चा कल एक ही तस्वीर हो सकती है